अब तीसरा शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है आप में से कुछ ने पहले ही अपनी बायोसिंथ लैब में देखा होगा और आप में से कुछ ने कारखाना भी देखा होगा तो विचार यह है कि आपके पास एक शेल है आपके पास एक शेल है और फिर आपके पास एक ट्यूब है आपके पास एक ट्यूब है और एक तरल पदार्थ है जो ट्यूब के माध्यम से बह रहा है मान लीजिए कि यह गर्म तरल पदार्थ है और हम कहते हैं कि वहां एक और तरल पदार्थ है जिसे हम ठंडे तरल पदार्थ कहते हैं जो शेल से बह रहा है ठीक है तो बाहरी को शेल कहा जाता है और अंदर वाले को ट्यूब कहा जाता है तो यहाँ कई प्रकार हैं इसलिए अब यदि आप इसे विशेष रूप से इस शेल और ट्यूब डिज़ाइन को देखें तो जो तरल पदार्थ ट्यूब के माध्यम से जा रहा है वह वास्तव में घूम रहा है और फिर वापस आ रहा है और इसलिए आपके पास यही है जिसे एक शेल पास कहा जाता है इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर शेल और ट्यूब को एक शेल पास कहा जाता है और दो ट्यूब पास ठीक है और यह देखने का तरीका है कि गर्म तरल पदार्थ एक बार खोल के माध्यम से जाता है और जो भी हो जो भी हीट एक्सचेंजर्स का अनुभव होता है वह वह है लेकिन फिर जब ट्यूब की बात आती है तो आप देखते हैं कि ट्यूब वास्तव में शेल के अंदर दो बार यात्रा करती है और इसलिए इसे दो ट्यूब पास कहा जाता है ठीक है अब कोई हमेशा एक शेल पास और एक ट्यूब पास बना सकता है ऐसा करने का तरीका यह है कि कल्पना करें ठीक है मेरे पास तीन ट्यूब ट्यूब 1 ट्यूब 2 और ट्यूब 3 हैं अब मेरे पास यहां एक इनलेट स्ट्रीम है और मान लें कि यह f1 है और यह गर्म द्रव है और मेरे पास यहां एक आउटलेट स्ट्रीम है और यह है कि हम कहते हैं कि ठंडा द्रव अंदर आता है और बाहर चला जाता है तो यहाँ गर्म द्रव जो शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में आता है वे इन तीन चैनलों में वितरित हो जाते हैं ठीक है और फिर जब वे इन ट्यूबों से गुजरते हैं तो वे शेल के केवल एक लंबाई के पैमाने के लिए हीट एक्सचेंज का अनुभव करते हैं तो फिर वे बाहर आते हैं वे एक साथ बाहर जाते हैं तो इसे एक शेल पास कहा जाता है और एक ट्यूब पास ठीक है तो बस इन दो उदाहरणों के आधार पर और वास्तव में आपके पास कई शेल पास हो सकते हैं आपके पास कई ट्यूब पास हो सकते हैं तो एकाधिक शेल पास यह होगा कि मैं इन दो गोले को एक साथ जोड़ सकता हूं जहां f2 का आउटलेट द्रव दूसरे शेल में इनलेट स्ट्रीम के रूप में बढ़ता है तो अब मेरे पास दो गोले हैं और कई ट्यूब पास ठीक हैं तो मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं तो यह तुरंत आपको एहसास होता है कि कई संभावनाएं हैं मुझे किसी दिए गए समस्या के लिए कई डिज़ाइन कहना चाहिए गर्मी विनिमय की दी गई मात्रा के लिए तरल पदार्थ के दिए गए सेट के लिए आपके पास कई संभावित डिज़ाइन हो सकते हैं तो सवाल यह है कि कैसे कौन सा सही है कौन सा चुनना है तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यहां आप डिजाइन को तकनीकी डिजाइन और अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं वे यहां एक मजबूत भूमिका निभाते हैं खासकर जब आप हीट एक्सचेंज को देखते हैं निर्माण की लागत के संदर्भ में और तरल पदार्थ को पंप करने की लागत के संदर्भ में वांछित गर्मी परिवहन की सीमा क्या है ऐसा तो यह पहली बार है जब आप इस पाठ्यक्रम में देखेंगे जहां डिजाइन और अर्थशास्त्र संबंधित हैं हालांकि यह हमेशा होता है लेकिन फिर हमने कभी आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा इसलिए यह पहली बार है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर के लिए उद्योग में खर्च की जाने वाली राशि में डिज़ाइन एक मजबूत भूमिका निभाता है अब तक कोई सवाल वैसे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन उद्योगों को मैंने सूचीबद्ध किया था उनमें से अधिकांश हीट एक्सचेंज प्रक्रिया वे वास्तव में शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का उपयोग करते हैं क्योंकि आपके पास उस गर्मी परिवहन को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आप ठीक चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं इस पर व्यापक मात्रा में लचीलापन है तो यह आपको गर्मी परिवहन क्षेत्र को बढ़ाने और दबाव ड्रॉप को ध्यान में रखते हुए और दक्षता को ध्यान में रखते हुए दोनों के मामले में बहुत लचीलापन देता है इसलिए हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने के संदर्भ में हमें जिस पहले पहलू पर चर्चा करने की आवश्यकता है वह है सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक इसलिए हमने इसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा की जब हमने बात की जब हमने वास्तव में चालन के साथ व्यवहार किया हमने इसके बारे में भी चर्चा की जब हमने वास्तव में संवहन आंतरिक प्रवाह से व्यवहार किया बहुत संक्षेप में हमने ऐसा किया तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक ट्यूब है जहां मेरे पास एक तरल पदार्थ है जो इस ट्यूब से बह रहा है और मेरे पास एक और तरल पदार्थ है जो या तो घुमावदार सतह के साथ बह रहा है या घुमावदार सतह के समानांतर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं हमेशा एक बाहरी ताप परिवहन गुणांक h0 को परिभाषित कर सकता हूं और मैं एक आंतरिक ताप परिवहन गुणांक hi और एक प्रतिरोध को परिभाषित कर सकता हूं जो गर्मी परिवहन गुणांक के लिए दीवार द्वारा पेश किया जाता है तो यह दीवार में चालन से आता है और ये दोनों गर्मी परिवहन के कारण संवहन के कारण आते हैं तो मैं हमेशा UA द्वारा गर्मी परिवहन गुणांक 1 को परिभाषित कर सकता हूं तो अब आपको गर्मी हस्तांतरण के अंदर और बाहरी सतह क्षेत्र के बीच अंतर करना होगा ठीक है तो U U inside द्वारा 1 आंतरिक सतह क्षेत्र के आधार पर परिभाषित करता है जो कि बराबर होना चाहिए कि यहां अंदर और बाहर सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक कैसे संबंधित हैं ठीक है लेकिन वह भी 1 by Uo गुणा Ao के बराबर है तो बाहरी सतह क्षेत्र के आधार पर परिभाषित सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक हम इसे पहले ही देख चुके हैं तो अब ऐसा है यह 1 बाय hiAi के बराबर होना चाहिए और साथ ही दीवार द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध प्लस 1 बाय ho टाइम्स Ao होना चाहिए ठीक तो UiAi द्वारा 1 कुल प्रतिरोध जैसा कुछ है ऊष्मा परिवहन के लिए दिया जाने वाला कुल प्रतिरोध कितना है तो यह संवहन के लिए दिए गए प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए ट्यूब के अंदर संवहन चालित परिवहन और गर्मी परिवहन के लिए दीवार द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध साथ ही ट्यूब के बाहर संवहन द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध ठीक है तो यह वही है जो आपको बताता है कि अंदर से बाहर या इसके विपरीत गर्मी परिवहन के लिए प्रभावी प्रतिरोध क्या है यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्म तरल पदार्थ कहाँ बह रहा है अब इसके अलावा जो हमने अब तक कभी नहीं माना है हम हमेशा यह मानते हैं कि अंदर और बाहर की सतह चिकनी हैं ठीक है इसलिए हमने कभी भी खुरदरापन कारक जिम्मेदार नहीं ठहराया हमने कभी खुरदरापन कारक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे प्रदूषक कारक कहा जाता है अब यह प्रदूषक कारक यह है कि जब भी कोई द्रव होता है जो वास्तव में प्रवाहित होने वाला होता है तो याद रखें कि इनमें से अधिकांश तरल पदार्थ जिनके लिए ऊष्मा परिवहन करना होता है वे बहुत संक्षारक होते हैं उदाहरण के लिए यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को देखते हैं तो हम गर्मी को गर्म करना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बहुत संक्षारक होता है तो यह वास्तव में आंतरिक सतह को प्रभावित करने वाला है जो गर्मी परिवहन के लिए उपलब्ध है और इसलिए संक्षारक प्रकृति या कुछ जमा के कारण गर्मी परिवहन के लिए उस तरह की गड़बड़ी की पेशकश की जाती है जो द्रव वास्तव में सतह पर छोड़ सकता है तो वह सब जो प्रदूषक कारक कहलाता है ठीक है तो हम केवल कुछ प्रतिरोध का उपयोग करके इसको दर्शायेंगे इसलिए मैं इसे अंदर से फाउलिंग और बाहर फाउलिंग फैक्टर के लिए प्रतिरोध कहता हूं मापने योग्य मात्रा और हीट एक्सचेंजर डिजाइन के बीच संबंध है ठीक तो मान लीजिए कि हम समानांतर प्रवाह मामले या सहवर्ती प्रवाह से शुरू करते हैं तो हम दो कक्षों का एक बहुत ही सरल मामला लेते हैं ठीक है मेरे पास दो कक्ष हैं और आपके पास एक गर्म तरल पदार्थ है जो ऊपरी कक्ष से बह रहा है और हमारे पास एक ठंडा द्रव है जो निचले कक्ष से बह रहा है और यहाँ एक दीवार है तो यह एक ट्रांसम्यूरल हीट एक्सचेंजर है और तो गर्मी होती है जिसे गर्म तरल से ठंडे तरल पदार्थ में ले जाया जाता है तो मान लीजिए कि इनलेट तापमान Thi और गर्म तरल पदार्थ का आउटलेट तापमान Tho है और ठंडे तरल पदार्थ का इनलेट तापमान TCi है और आउटलेट तापमान TCo ठीक है और हम मान लें कि इन दोनों सतहों से कोई गर्मी का नुकसान नहीं हुआ है मान लें कि यह एक रुद्धोष्म स्थिति है और अगर मैं यह भी कहूं कि mdot Cp h द्रव की क्षमता है mdot द्रव्यमान प्रवाह दर है गर्म तरल पदार्थ और Cp गर्म तरल पदार्थ की विशिष्ट गर्मी क्षमता है और इसी तरह मैं ठंडे तरल पदार्थ के इस mdot Cp को फेंक सकता हूं अब मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि अक्षीय चालन नगण्य है याद रखें कि ऐसा कभी नहीं होता है वास्तविक चालन हमेशा होता है इसके अलावा कुछ स्थितियां होती हैं जहां आप कह सकते हैं कि संवहन मोड चालन पर हावी है इस पहलू में से कुछ आप वास्तव में अपनी प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग कक्षा में देखेंगे जिसे बाद में पेकलेट नंबर कहा जाता है जो संवहन के लिए फैलाव और समय पैमाने के लिए समय पैमाने की विशेषता है इसलिए पेकलेट नंबर के आधार पर वास्तव में यह पता लगाया जा सकता है कि अक्षीय चालन या वास्तविक थर्मल फैलाव कब महत्वपूर्ण है तो राहत का मतलब है कि अक्षीय थर्मल फैलाव कब महत्वपूर्ण है और फिर यदि आप एक स्थिर स्थिति और निरंतर गुण मानते हैं तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं हम इस प्रणाली में गर्मी परिवहन की निगरानी के लिए एक साधारण ऊर्जा संतुलन लिखने जा रहे हैं और मापने योग्य मात्रा के संदर्भ में सबकुछ लाते हैं याद रखें कि मापने योग्य मात्रा गर्म और ठंडे तरल पदार्थ के इनलेट और आउटलेट तापमान हैं इसलिए हम सब कुछ मापने योग्य मात्रा के रूप में लाने जा रहे हैं गर्म द्रव q द्वारा खोई गई कुल ऊष्मा कितनी है मैं क्षमता mdot Cp जानता हूँ तो इसका mdot Cp गर्म द्रव को Thi माइनस Tho से गुणा किया जाता है तो यह वह राशि है जिस पर गर्म तरल पदार्थ से गर्मी का नुकसान होता है इसलिए अगर मैं सबस्क्रिप्ट h डालूं तो वह गर्मी की मात्रा है जो गर्म तरल पदार्थ से खो जाती है और ठंडे तरल पदार्थ द्वारा प्राप्त गर्मी की मात्रा क्या आसान है mdot Cp कोल्ड फ्लुइड Tco माइनस Tci इसलिए याद रखें कि ठंडे तरल पदार्थ का आउटलेट तापमान इनलेट तापमान से अधिक होता है क्योंकि इसे गर्म तरल पदार्थ से ठंडे तरल पदार्थ में ले जाया जा रहा है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि परिवहन की जाने वाली गर्मी की कुल मात्रा कुछ deltaT में UA के बराबर होती है हम नहीं जानते कि deltaT क्या है अपने प्रयोगशाला प्रयोगों में आपने डेल्टा लॉगमाध्य तापमान का उपयोग किया होगा आप यह देखने जा रहे हैं कि यह लघुगणक तापमान क्यों है हमने इसे संक्षेप में देखा जब हम कल के व्याख्यान में आंतरिक प्रवाह पर चर्चा करते हैं जो वे इसके साथ और अधिक विवरण के साथ देखने जा रहे हैं इसलिए यदि मान लें कि यदि यह रुद्धोष्म है जहाँ दो दीवारों से कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है तो qh को ठंडे द्रव द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के बराबर होना चाहिए और वह भी UA डेल्टा के बराबर q के बराबर होना चाहिए ठीक है इसलिए हम अभी भी नहीं जानते हैं कि यह deltaT क्या है आपको बताया गया है कि यह deltaT LMTD है लेकिन हम कड़ाई से यह देखने जा रहे हैं कि यह deltaT LMTD क्यों है और वास्तव में deltaT LMTD किसी भी हीट एक्सचेंजर के लिए प्रतिनिधि तापमान अंतर क्यों है इसलिए जब हमने आंतरिक प्रवाह पर चर्चा की तो हमने जो दिखाया हमने कहा कि deltaT LMTD हमने इसे पाइप गर्मी के लिए पाइप प्रवाह के लिए प्राप्त किया है लेकिन हम अगले कुछ व्याख्यानों में दिखाने जा रहे हैं कि deltaT LMTD किसी भी हीट एक्सचेंजर के लिए प्रतिनिधि लॉग औसत तापमान अंतर है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या उपयोग करते हैं ठीक है तो हम इसे अगले व्याख्यान में देखने जा रहे हैं और शायद उसके बाद एक और व्याख्यान भी ठीक है